सभी को नमस्कार हम मेमोरी पर चर्चा कर रहे हैं पिछली कक्षा में हमने स्टेटीक रैम को देखा आज की कक्षा में हम डाइनैमिक रैम को देखेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कई मेमोरी ब्लॉक का उपयोग करके मेमोरी का विस्तार कैसे संभव है ठीक है इसलिए हम DRAM डायनेमिक रैम बेसिक्स से शुरू करते हैं और मेमोरी सेल की संख्या जो DRAM मेमोरी यूनिट में डाल सकते हैं काफी ज्यादा है तो पैकिंग डैन्सिटि अधिक है इसलिए एड्रैस लाइन की संख्या थोड़ी अधिक होगी जिसमे पिन को बचाने के लिए हम मल्टीप्लेक्स एड्रेसिंग का उपयोग कर सकते हैं यह हिस्सा हम आगे देखेंगे तब हम 4 ट्रांजिस्टर 3 ट्रांजिस्टर और 1 ट्रांजिस्टर द्वारा मेमोरी सेल को देखेंगे और अंत में हम एड्रैस और डेटा रेंज विस्तार को देखेंगे ठीक है इसलिए जो हम डाइनैमिक रैम आधारित मेमोरी सेल के डिजाइन में उपयोग करते हैं वह यह है कि MOSFET में इंफाइनाइट इनपुट रसिस्टेंस है जिसे हम सभी जानते हैं ठीक है क्योंकि यह एक फील्ड इफेक्ट डिवाइस है यह BJT जैसा एक करेंट कंट्रोल्ड डिवाइस नहीं है तो गेट पर लीकेज करंट बहुत कम होता है इसलिए MOSFET के गेट पर पेरासीटिक कैपेसिटेंस होता है जिसे थोड़े समय के लिए चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बेशक थोड़े लीकेज होंगे लेकिन थोड़े समय के लिए इसे स्टोर किया जा सकता है और इसका उपयोग बाइनरी इन्फोर्मेशन के स्टोरेज के लिए किया जा सकता है ठीक है तो यह कैपेसिटेन्स एक मेमोरी सेल के रूप में कार्य करती है और यह हमें एक सरल सर्किट और हाइयर पैकिंग डैन्सिटि प्रदान करती है आवश्यक भागों की संख्या कम हो जाती है और प्रति यूनिट मेमोरी सेल की लागत भी बहुत कम हो जाती है तो यह इस अप्रोच की ताकत है बेशक जैसा कि हम किसी भी डिज़ाइन में देखते हैं कि हमेशा एक ट्रेडऑफ़ होता है ट्रेडऑफ़ वह है जो हमने अभी अभी नोट किया है कि केपेसिटर का लीकेज भले ही आपको पता हैं यह अपेक्षाकृत कम है लेकिन फिर भी यह लीक हो जाता है तो इसे समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है अन्यथा डेटा की सेनिटी डेटा जो कि वहाँ है ठीक से नहीं होगा समझे जब यह 1 या 0 है क्योंकि लेवल समान हो जाएगा तो यह एक विशेष बात है और इसे सेल्स की रिफ्रेशिंग कहा जाता है इसलिए समय समय पर मिलीसेकंड के अंतराल पर इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है यहां तक कि जब मेमोरी रीड या राइट ऑपरेशन नहीं हो रही है तब भी पिछले मूल्य को स्टोर रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है यह DRAM की एक विशिष्ट विशेषता है जो SRAM में नहीं थी जिसके लिए मेमोरी साइकल हैं मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन के लिए टाइमिंग साइकल थोड़ा अलग होता है मेरा मतलब है SRAM की तुलना में कुछ अधिक जटिल अब जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें सर्किट की सरल प्रकृति के कारण यह एक विशेष ब्लॉक में बड़ी संख्या में मेमोरी यूनिट मेमोरी सेल पैक कर सकता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी विशेष मेमोरी सेल के लिए एड्रैस पिन की संख्या काफी बड़ी होगी क्योंकि यह है मेमोरी सेल की संख्या के बारे में क्या इसका लॉग बेस 2 एड्रैस पिनों की संख्या एड्रैस बिट्स एड्रैस लाइनों की आवश्यकता होगी इसलिए जब यह अधिक हो जाता है तो मेमोरी तक पहुंचने के लिए आवश्यक पिनों की संख्या भी अधिक हो जाती है अब यह अतिरिक्त पिन - इसे उच्च लागत की आवश्यकता होती है तो जिस अवधारणा को हम कुछ ऐसे डिवाइसेस में उपयोग कर सकते हैं वह है एड्रैस लाइनों की मल्टीप्लेक्सिंग तो यहां आप एक ऐसा उदाहरण देख सकते हैं एक ऐसा उदाहरण जहां हम 16K को 1 में संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं उस तरह का मेमोरी ब्लॉक तो यह उस तरह का मेमोरी ब्लॉक है ठीक है तो 16K का मतलब है कि आपको 14 एड्रैस पिन 14 एड्रैस लाइनें 14 बिट एड्रैस की आवश्यकता है ठीक है तो इस व्यवस्था में आप यह देख सकते हैं कि A0 से A6 इन 7 को और A7 से A13 को वहां पर एक स्ट्रोक दिया है दोनों को 7 पिन के एक ही सेट के माध्यम से दिया जाता है हमारे पास अलग अलग 14 एड्रेस पिन नहीं हैं हमारे पास 7 एड्रेस पिन का केवल एक सामान्य सेट है जिसके द्वारा A0 से A6 और A7 से A13 दोनों को भेजा जाता है इसलिए जब आप A0 से A6 भेजते हैं तो यदि आप उन्हें रो एड्रैस मानते हैं तो यह विशेष रो एड्रैस इस विशेष स्ट्रोब का चयन करता है जिसका प्रयोग किया जाता है और जिसे इस विशेष रजिस्टर में भेज दिया जाता है ठीक है और फिर जब आप A7 से A13 को भेज रहे हैं तो यह एक अलग समय पर होगा इसलिए यह कॉलम एड्रैस इस विशेष इनपुट का चयन करेगा कॉलम एड्रैस लेच के लिए जिसे स्ट्रोब किया जाएगा और यह उस जानकारी को संग्रहीत करेगा तो यह रो एड्रैस डिकोडर के लिए जा रहा है और यह कॉलम एड्रेस डिकोडर पर जा रहा है और हमने मेमोरी आधारित एड्रेसिंग स्कीम और मैट्रिक्स आधारित एड्रेसिंग स्कीम को पहले ही देखा है तो यह रो एड्रैस है जो आएगा और यह कॉलम एड्रैस है जो आएगा और क्रॉस पॉइंट पर मेमोरी सेल है तो अब इस वजह से क्या हो रहा है कि हम इस तरह से 7 पिन बचाने में सक्षम हैं लेकिन एड्रैस बिट्स अलग अलग समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं तो यह इसका मल्टीप्लेक्सिंग एस्पेक्ट है इसलिए जब भी हाइयर पैकिंग डैन्सिटि के कारण इस तरह की पिन की आवश्यकता की संख्या अधिक हो जाती है तो हम संबोधित करने के कुछ ऐसे तरीके के बारे में सोच सकते हैं जिसे मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेसिंग के रूप में भी जाना जाता है स्पष्ट है अब हम एक DRAM मेमोरी सेल को देखते हैं जो कि 4 ट्रांजिस्टर आधारित है यह कुछ हद तक वैसा ही है जैसा हमने पिछले वर्ग में 6 ट्रांजिस्टर बेस MOS आधारित SRAM सेल के मामले में देखा था लेकिन कुछ अंतर भी है जो हम बताएंगे तो सबसे पहले जो आप यहां देखते हैं वह बेसिक मेमोरी सेल है तो यह बेसिक मेमोरी सेल है SRAM आधारित मेमोरी में SRAM MOS का उपयोग करते हुए जो हमारे पास था इसके बाद हमारे पास NMOS लोड VDD से जुड़ा था तो यह हमेशा जुड़ा हुआ था यह हमेशा जुड़ा हुआ था और ट्रांजिस्टर ये विपरीत ट्रांजिस्टर इन्वर्टर के रूप में काम कर रहे थे और मेमोरी सेल आपको पता था कि मूल रूप से इन 6 ट्रांजिस्टर को एक साथ रखा गया था ठीक है इस मामले में यह वो लोड ट्रांजिस्टर नहीं हैं जो एक विशेष स्टेट वैल्यू में क्रॉस कपल्ड इंवर्टर को होल्ड किए हुए हैं बल्कि जो कैपेसिटेंस हैं जो थोड़े समय के लिए चार्ज स्टोर कर सकते हैं वे इस विशेष मामले में उपयोग किए जाते हैं बेशक जैसा कि हमने तब भी ध्यान दिया है जब मेमोरी को रीड या राइट नहीं किया गया है तब भी इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता है जिसके लिए एक अलग रिफ्रेश लाइन हैं जो आप जानते हैं तो आइए देखें कि यह कैसे काम करता है ठीक है तो सबसे पहले ये पेरासीटिक केपेसिटेन्स C1 और C2 हैं इनका उपयोग सूचनाओं के भंडारण के लिए किया जाता है शुरू करने के लिए हम समझते हैं कि Q1 ON है तो यह Q1 ON 1 का स्टोरेज है और Q1 ON Q2 OFF जो कि 1 का स्टोरेज है और Q1 OFF और Q2 ON 0 का स्टोरेज है इसलिए यह नामकरण है जो हम अनुसरण कर रहे हैं और उस समय C1 यह C1 इन डेटा लाइनों के कुछ मेकेनिस्म द्वारा VDD या उन सभी चीजों के लिए चार्ज किया जाता है जो हम आप जानते हैं राइटिंग प्रोसैस के दौरान देखते हैं कि यह कैसे होता है तो यह VDD के लिए चार्ज किया जाता है यह ON है और इस समय यह लो वैल्यू पर चार्ज किया जाता है तो यह मामला होगा क्योंकि यह ON है इसका मतलब यह लो रसिस्टेंस पाथ है ठीक है तो C2 लगभग 0 वोल्ट के पास होगा ठीक है न तो यह VDD है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ON है तो यहाँ एक पाथ है जो उपलब्ध है इसलिए यदि एक्सेस नहीं किया गया है तो यह X लो Y भी लो है इसलिए इसका मतलब है कि यह बाकी सर्किट से अलग है तो यह इस वैल्यू को बनाए रखेगा अगर ये कैपेसिटेंस लीक नहीं कर रहे हैं तो C1 अपने मूल्य को बनाए रखेगा C2 अपना मूल्य बनाए रखेगा यह VDD पर है और यह 0 वोल्ट पर है लेकिन जैसा कि हमने नोट किया है कि यह C1 चार्ज है जो VDD तक चार्ज होता है यह धीरे धीरे लीक होगा और यह C2 मान के करीब आ जाएगा तो जानकारी खो जाएगी इसलिए इससे पहले कि इसके साथ जो कुछ भी चार्ज है वह इसे खो देता है हमें रिफ्रेशिंग की जरूरत है क्या यह ठीक है और रिफ्रेशिंग के लिए हम क्या करते हैं हमें केपेसिटर को रिचार्ज करने की आवश्यकता है और जिसके लिए हम यहां इस X पर विचार करते हैं हम हाइ बनाते हैं और यह रिफ्रेश R इनपुट हम हाइ बनाते हैं तो उस समय क्या हो रहा है तो यह हाइ है यह हाइ है यह हाइ है तो यह ON है यह ON है यह ON है यह ON है ये ट्रांजिस्टर इस VDD को पाथ प्रदान कर रहे हैं तो क्या होगा तो इस VDD को C1 को चार्ज करने के लिए यहाँ पर पाथ मिलेगा क्या यह सब ठीक है क्योंकि Q2 ऑफ है क्योंकि Q2 ऑफ है इसलिए यहां उपलब्ध पाथ यह है यह ठीक है और उस समय क्या होगा इस पाथ के बारे में क्या तो VDD यहाँ पर एक पाथ है लेकिन यह विशेष पाथ यह Q1 ऑन है ठीक है तो यहाँ पर यह इस लो रसिस्टेंस पाथ के माध्यम से जाएगा और जिसके लिए यह C2 केवल लो वोल्टेज पर रहेगा यह ठीक है क्योंकि यह 1 होने पर बाईपास हो रहा है इससे पहले कि यह सराहनीय रूप से गिरता है हमें यह रिफ्रेशिंग करने की आवश्यकता है क्या यह सब ठीक है तो सभी रो एक विशेष रो की सभी सेल्स जिनसे X जुड़ा है वे रिफ्रेश हो जाते हैं जिसे आप एक साथ जानते हैं इस विशेष लाइन के द्वारा तो यह रिफ्रेश करने वाला कार्य है जो एक आवधिक आवधिक अंतराल पर हो रहा है यहां तक कि जब रीड या राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है तब भी ठीक है अगला देखते हैं कि राइट और रीड ऑपरेशन इस विशेष सेल में कैसे होता है ठीक है रिफ्रेश हम समझ गए हैं तो हम जो देखते हैं यह कंट्रोल ब्लॉक हैं यह कंट्रोल ब्लॉक NMOS आधारित SRAM में जो मौजूद है उसके समान ही है जैसा हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी यह विशेष ब्लॉक समान है यह ब्लॉक अलग है कंट्रोल लॉजिक हिस्सा SRAM के जैसा ही है जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा नहीं की लेकिन हम इस विशेष ब्लॉक को वहां भी लागू कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह कैसे काम करता है तो वापस आते है राइट ऑपरेशन के लिए यह ब्लॉक और यह ब्लॉक पिक्चर में आता है ठीक है तो उस समय इस सेल को एक्सेस करने की आवश्यकता होती है इसलिए X हाइ है इसलिए रो एड्रैस सिलेक्ट और Y हाइ है जिसके लिए यह ट्रांजिस्टर ON है और यह ट्रांजिस्टर ON है यह ट्रांजिस्टर ON है और यह ट्रांजिस्टर ON है क्या यह ठीक है तो अब यह डेटा और ये डेटा बार लाइन है तो यह एक पाथ हो जाता है इसे इसके माध्यम से यहाँ से एक पाथ मिलता है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑन हैं जैसे यहाँ आने के लिए इसी तरह इस एड्रैस पर यहाँ एक पाथ मिलता है क्षमा करें इस बिंदु पर यहाँ तक आने के लिए इस तरह यह स्पष्ट है तो राइट ऑपरेशन में यह विशेष रूप से हाइ है इसलिए यह ऑन है यह ऑन है ठीक है तो अगर Din लो है तो अगर यह लो है तो यह ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो मैं एक क्रॉस मार्क अर्थात ऑफ लगाता हूँ और फिर Din बार हाइ होगा तो यह ON रहेगा तो उस समय क्या होता है यदि यह OFF है तो यह ट्रांजिस्टर एक लोड के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह हाइ होगा और यह होगा यह एक ON है जिसका अर्थ है कि एक पाथ उपलब्ध है यह भी ON है यह Q17 भी ON है तो यह लो होगा तो उस समय आप बाहर से डेटा लाइन के माध्यम से फोर्स कर रहे हैं आप जानते हैं यहाँ एक हाइ और वहाँ पर एक लो तो इसकी वजह से क्या होगा तो यह हाइ है और यह लो है यह C1 लो हो जाएगा क्योंकि यह लो है और यह हाइ है तो यह C2 को हाइ तक चार्ज करेगा यह स्पष्ट है यह डेटा लाइनों के माध्यम से बाहरी रूप से फोर्स किया जा रहा है तो यह वही है जो हो रहा है ठीक है और जो कुछ भी C1 चार्ज है अब C2 हाई हो गया है इसलिए Q2 अब ON हो रहा है इसलिए इसे इसके माध्यम से डिस्चार्ज किया जाएगा यह स्पष्ट है इस प्रकार पहले Q1 ON था जो हमने कन्सिडर किया था जिसके साथ हमने चर्चा शुरू की थी अब यह Q1 OFF हो जाता है और Q2 ON हो जाता है इसलिए पहले हमने माना था कि Q1 ON मतलब 1 का स्टोरेज है अब Q1 OFF हो गया है इसलिए यह अब 0 का स्टोरेज है इसलिए जो भी डेटा Din लो था जिसे कम्यूनिकेट किया गया है जिसे आप जानते हैं अब मेमोरी सेल में शामिल किया गया है यह ठीक है तो यह तरीका है तो इसी तरह की चीज यह प्रकृति में सिमेट्रिक है यदि Din हाइ है तो दूसरी तरफ से भी इसी तरह की बात होगी तो यह पक्ष हाइ होगा और यह पक्ष लो होगा संबन्धित ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ होगा और आपको पता है कि डेटा राइटिंग तदनुसार होगी ठीक है अब रीड ऑपरेशन के लिए क्या होता है इसलिए रीड ऑपरेशन के दौरान यह इनपुट लो होगा यह लो है तो यह OFF है तो अगर यह OFF है इसका मतलब है इसे इस दिशा में पाथ नहीं मिलता है और यह भी यह D इनपुट कंसिडरेशन में नहीं है तो उस समय बेशक इसे एक्सेस किया जाता है इसे एक्सेस किया जाता है तो यह ON है यह Y हाइ है और X हाइ है तो यह ON है और यह भी ON है यह दोनों भी ON है तो इस सेल को संबोधित किया जा रहा है अब अगर C2 लो है तो C2 लो है तो C2 लो है इसका मतलब है C1 हाइ है तो Q1 ON है तो उस समय क्या होगा तो यह VG Q3 तो यह आपका Q13 है तो यह आपका 13 है यह रीड एम्पलीफायर है और यह 14 है यह एक और रीड एम्पलीफायर है तो उस समय क्या हुआ है यदि यह लो है तो यह लो है तो यह लो इसके माध्यम से आएगा और इसलिए यह यहाँ पर लो है यह यहाँ पर लो है तो यह इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर है तो यह Dout हाइ होगा ठीक है तो यह उस समय हाइ है तो C2 लो है अर्थात Q1 ON है तो Dout को आप हाइ के रूप में देखते हैं और उस समय इस लाइन का क्या होगा C1 हाइ है और Q2 OFF है तो यह हाइ यहाँ आता है यह हाइ इस डेटा लाइन के माध्यम से यहां आता है और इस बिंदु पर आता है तो यह हाइ है यह ट्रांजिस्टर ON है Q14 ON है इसलिए यह आउटपुट लो है तो यह सेल से डेटा रीड करने का तरीका है ठीक है अब अन्य दो DRAM सेल कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं मेमोरी सेल कॉन्फ़िगरेशन कम भागों के साथ इसलिए एक 3 ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह पेरासीटिक केपेसिटेन्स यहाँ गेट और ग्राउंड जो कि वहाँ है के बीच है जो जानकारी संग्रहीत करने के लिए उपयोग किया जाता है जब C पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो यह वोल्टेज हाइ होता है इसलिए यह Q2 ON होगा और फिर इस ग्राउंड को यहां एक पाथ मिल रहा है इसलिए Dout लो होगा और अगर यह लो है तो यह OFF है और यह Dout बार हाइ होगा तो सिर्फ विरोधी चीजें उपलब्ध हैं अगर यह हाइ है तो यह लो है यह लो है यह हाइ है तो इसीलिए इस Dout बार का उल्लेख यहाँ और राइटिंग के लिए किया गया है तो यह w है ON है तो उस समय यह Din अगर यह लो है तो यह लो होगा और यदि यह हाइ है तो कैपेसिटर को हाइ वैल्यू तक चार्ज किया जाएगा इस प्रकार यह यहाँ पर काम करेगा और एक ट्रांजिस्टर के लिए यह मेमोरी सेल है तो यह एक केपेसिटर है यह पेरासीटिक केपेसिटर नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे यह एक एक्सटर्नल केपेसिटर है जो इन्फोर्मेशन को स्टोर कर रहा है यह 1 बिट इन्फोर्मेशन है और इसलिए यह Y एड्रेस लाइन है और यह X एड्रेस लाइन है तो यह कॉलम लाइन जो आप देख रहे हैं वह भी डेटा लाइन है जिससे आपको पता है कि पैकिंग डैन्सिटि और भी बढ़ गया है लेकिन एक कैच है जिसे हम देखेंगे तो जब X हाइ है और Y हाइ है तो दोनों हाइहैं तो जो कुछ भी C1 का मान है जो रीड ऑपरेशन होने पर सेंस होता है तो यह इस तरह से सेंस होता है इसलिए यदि यह लो है तो इसे लो के रूप में जाना जाता है यदि यह हाइ है तो इसे हाइ के रूप में जाना जाता है कुछ और मुद्दे हैं जिन पर हम शीघ्र ही चर्चा करेंगे तो यह रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन है जब दोनों इस तरफ से हाइ हैं इसलिए यह राइट एम्पलीफायर से है यह ट्रांजिस्टर ON है यह ट्रांजिस्टर ON है यह C1 लो या हाइ वैल्यू के अनुसार चार्ज किया जाता है जो कि राइट एम्पलीफायर से आ रहा है इस प्रकार यह मेमोरी सेल लो या हाइ इन्फोर्मेशन स्टोर कर रहा है ठीक है अब इस व्यवस्था के साथ जो अन्य मुद्दे हैं उनके बारे में यहाँ एक पेरासीटिक लार्ज पेरासीटिक केपेसिटेन्स है जो C2 के रूप में होता है यहाँ पर याद रखें यह कॉलम लाइन है इसलिए ऐसी कई लाइनें समानांतर में होंगी आप जानते हैं कई ऐसे सेल्स को एड्रैस्ड किया जाएगा इस विशेष लाइन के द्वारा इस तरह के बहुत सारे केपेसिटेन्स माफ कीजिये वे समानांतर में होंगे तो इससे इसके प्रभावी केपेसिटेन्स मूल्य में वृद्धि होगी जो मोटे तौर पर इस केपेसिटेन्स वैल्यू से 10 गुना अधिक हैं इसलिए जब भी आप इसे रीड करते हैं चार्ज शेयरिंग के कारण चार्ज डिवाइडिंग जो कि हो रहा है यह चार्ज यहां आ रहा है इसलिए यह एक डिस्ट्रक्टिव रीडिंग बन जाता है तो यह चार्ज इन्फोर्मेशन यहाँ खो जाती है इसलिए हर रीड के बाद आपको एक रीस्टोरेशन की आवश्यकता होती है इस C1 में जो भी पिछला मान था उसका रीस्टोरेशन तो यह एक अतिरिक्त बात है हालांकि डैन्सिटि अधिक संख्या में है पर कम से कम संख्या में भागों का उपयोग किया जाता है तो यह एक ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है और इसके साथ दूसरा मुद्दा यह है कि इसे रीडिंग के लिए प्राथमिकता दी जाती है कि आप इस विशेष डेटा लाइन को कॉलम लाइन को उच्च मूल्य पर प्री चार्ज करते हैं इसलिए इसका मतलब है कि यह कैपेसिटेंस वगैरह पहले से ही प्री चार्ज है अब उसके बाद जब भी यह X हाइ होता है तो मेरा मतलब है कि यह विशेष सेल एक्सेस हो रहा है फिर C1 के मान के आधार पर जो लो या हाइ है तो इस रीडिंग में इस विशेष मूल्य में छोटी वृद्धि या छोटी कमी होगी तो यह अंतर वास्तव में सेंस्ड हो रहा है तो यह आप का दूसरा तरीका है इस विशेष बात को रीड करने का तो यह भी कुछ ऐसा है जिसे हम इस मामले में मानते हैं लेकिन यह अधिकतम डैन्सिटि प्रदान करता है इसलिए अब हम इस मेमोरी एक्सपेन्शन की ओर बढ़ते हैं और जब हम मेमोरी एक्सपेन्शन के बारे में बात करते हैं तो दो संभावनाएँ होती हैं एक एड्रैस रेंज एक्सपेन्शन है तो इससे क्या मतलब है तो यहाँ एक उदाहरण है तो यह रो की संख्या एड्रैस की संख्या स्थानों की संख्या जो 1024 और प्रत्येक प्रत्येक एड्रैस में बाइनरी जानकारी के 4 बिट्स संग्रहीत हैं इसलिए 4 बिट वर्ड है इसलिए जब हम एड्रैस रेंज एक्सपेन्शन के बारे में बात करते हैं तो यह 4 रहता है लेकिन अब हम 4096 चाहते हैं 4K मेमोरी जो डिजाइनर के लिए उपलब्ध स्थान है तो हम यह कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास 4K क्रॉस 4 मेमोरी है तो यह ठीक है आप सीधे उपयोग कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास 1K क्रॉस 4 इस तरह से है तो आप एड्रैस रेंज का विस्तार करने के लिए क्या कर सकते हैं जो मूल रूप से 1K एड्रैस के लिए है आप जानते हैं 1K मेमोरी लोकेशन तो उस एक तंत्र को करने के लिए जिसे आप यहाँ देख सकते हैं तो 1K का मतलब 10 एड्रैस लाइनें होंगी 2 की पावर 10 1024 है और 4K का मतलब 12 एड्रैस लाइनें होंगी तो आप 4 ऐसी 1K यूनिट लेते हैं तो यह 1 यूनिट है 2 3 4 और यह लोअर 10 बिट्स A0 से A9 तक है जो कि इन 4 में से हर एक को एड्रेस बिट इनपुट के रूप में है इसलिए आप इसे कॉमन बनाते हैं तो आप इसे उन सभी से जोड़ते हैं तो हाइयर 2 बिट A11 और A10 आप इसे 242 क्रॉस 4 डिकोडर से गुजारते हैं ताकि 4 ऐसी रेखाएं उत्पन्न हो सकें इसलिए 00 01 10 और 11 और फिर आप इसे उनमें से हर एक की चिप सिलेक्ट लाइन से कनेक्ट करें जब 00 को यहां A11 और A10 पर रखा गया है इसलिए इस विशेष ब्लॉक को चुना जाएगा न कि अन्य अन्य को तो अगर यह 00 है अगर यह 00 है और यह एड्रैस A0 से A9 तक सभी 0 है तो मूल रूप से आप हेक्स में लोकेशन 000 तक पहुँच रहे हैं तो वे सभी 0 हैं तो यह विशेष लोकेशन एक्सैस होती हैं आप वहां से रीड कर सकते हैं या आप इसे राइट कर सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या ऑपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप अब इन A9 से A0 को 00 0000 0001 में बदलते हैं तो यह 0 1 बनता हैं तो क्या होगा तो आप लोकेशन 001 से रीड कर रहे होंगे जो कि हेक्स में है उस लोकेशन से आप रीड कर रहे होंगे या राइट कर रहे होंगे इसलिए क्योंकि यह दो शेष है A11 और A10 शेष 00 पर स्थिर है इसलिए आप जो कुछ भी A0 से A9 बिट के साथ करते हैं वह इस विशेष ब्लॉक में यहां हो रहा है और आप इसके साथ कितना आगे जा सकते हैं तो A0 से A9 सभी 1बनते जा रहे हैं इसलिए यह आपका 3FF है जो कि आपका 3FFH है जिसे आप हेक्स में पढ़ सकते हैं 4 का समूह तो ये एड्रैस यहाँ उपलब्ध होंगे तो अगला अगर यह 01 है तो 01 यह A11 से A10 है इसलिए यह वह है जिस पर विचार किया जाएगा यह डिकोडर आउटपुट माना जाएगा तो इसके अनुसार इस चिप को चुना जाएगा बाकी सिलेक्टेड नहीं हैं ठीक है तो जब यह 01 होता है और इन सभी A9 से A0 को 0 दिया जाता है तो मूल रूप से आप इस विशेष मेमोरी ब्लॉक का पहला एड्रैस देख रहे हैं तो यह इन विस्तारित एड्रैस रेंज के अनुसार 400 है और अंतिम एड्रैस 7FF होगा इसी तरह यह 800 होगा और अंतिम एड्रैस BFF होगा और यह C00 है और यह FFF होगा यह स्पष्ट है तो यह वह तरीका है जिससे हम एड्रैस रेंज बढ़ा सकते हैं डेटा रेंज विस्तार के लिए आते है तो एड्रैस बिट्स की संख्या समान रहती है डेटा बिट हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ एक उदाहरण है तो यह आईसी 74201 है यह एक 256 क्रॉस 1 है जिसे आप जानते हैं मेमोरी ब्लॉक मेमोरी आईसी तो इसका मतलब है 256 एड्रैस हैं प्रत्येक एड्रैस लोकेशन पर केवल 1 बिट इन्फोर्मेशन स्टोर की जा सकती है जिस पर इन्फोर्मेशन स्टोर है और हम 256 क्रॉस 4 चाहते हैं हम क्या करेंगे हम उनमें से 4 को समानांतर में रखेंगे जैसा कि आपने यहां देखा है और जिस एड्रेस लाइन को हम कॉमन करेंगे और वही एड्रेस लाइन फीड करेंगे इसलिए अब जब भी किसी विशेष एड्रैस को इनवोक किया जाता है तो उनमें से हर एक आप जानते हैं इन्वोक्ड होगा उनमें से हर एक के लिए पहला लोकेशन एड्रैस्ड होगा ठीक है और फिर आप अपने कंट्रोल इनपुट्स के आधार पर उनमें से हर एक से राइट या रीड कर सकते हैं और हर एक आपको 1 बिट की इन्फोर्मेशन देगा और साथ में आपको 4 बिट की इन्फोर्मेशन मिलेगी ठीक है अब यदि आप एड्रैस और डेटा रेंज विस्तार दोनों चाहते हैं जो कुछ भी हमने अभी सीखा है हम उन्हें एक साथ रखेंगे तो ऐसा एक उदाहरण यहाँ पर 256 क्रॉस 1 का है इसका मतलब है कि यह उदाहरण IC74201 का है जो कि 256 क्रॉस 1 मेमोरी सेल है और यह वहाँ है और हम एक मेमोरी चाहते हैं जो 1024 क्रॉस 8 का उपयोग कर रहा है फिर हम क्या करेंगे ठीक है हमें एड्रैस रेंज और साथ ही डेटा रेंज बढ़ानी चाहिए तो एड्रैस रेंज जो 256 के साथ शुरू करने का मतलब था 8 बिट एड्रैस वहाँ था और 1024 का मतलब 10 बिट एड्रैस होगा तो इस अतिरिक्त 2 बिट्स के लिए हमारे पास होंगे तो यह एक 2 से 4 डिकोडर खेद है वहाँ 2 से 4 होगा तो यह 4 एड्रैस जनरेट कर रहा होगा जिस तरह से हमने पहले और प्रत्येक स्थान पर देखा था एक 201 आपको 1 बिट बाइनरी इन्फोर्मेशन प्रदान करता है और हम 8 चाहते हैं इसलिए 8 ऐसे होंगे जो की D0 से D7 हैं तो 4 ऐसी रो जो डेटा एड्रैस का विस्तार कर रही हैं जिस तरह से हमने इसे कॉन्फ़िगर किया है और 8 ऐसे कॉलम डेटा रेंज को बढ़ा रहे हैं तो 4 गुणित 8 32 ऐसे IC74201 के मेमोरी ब्लॉकों को इसे प्राप्त करने की आवश्यकता होगी क्या यह ठीक है और यह मेमोरी ब्लॉक SRAM DRAM प्रकार में से कोई भी हो सकता है जो आप उपयोग कर रहे हैं इसलिए इसके साथ हम इस विशेष वर्ग के निष्कर्ष पर आते हैं हमने क्या देखा है MOSFET से बनी डायनेमिक रैम चार्ज के रूप में इन्फोर्मेशन को स्टोर करती है जो गेट कैपेसिटेंस पर उपलब्ध है लेकिन पेरसीटिक लीकेज के कारण इसे खोए हुए चार्ज को फिर से स्टोर करने के लिए रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है लार्ज साइज्ड मेमोरी हम मल्टीप्लेक्स्ड रो कॉलम एड्रेसिंग द्वारा बेहतर कर सकते हैं जो पिन को बचाता है पिन की संख्या जो मेमोरी आईसी के लिए आवश्यक होगी और हमने देखा था कि कैसे 4 ट्रांजिस्टर DRAM मेमोरी सेल 3 ट्रांजिस्टर मेमोरी DRAM मेमोरी सेल और 1 ट्रांजिस्टर DRAM मेमोरी सेल काम करता है और उनकी विशिष्ट विशेषताएं और आगे हमने नोट किया था कि डेटा रेंज बढ़ाने के लिए अतिरिक्त यूनिट और डिकोडर का उपयोग करके और साथ ही चिप सेलेक्ट यूनिट का उपयोग करके मेमोरी की एड्रेस रेंज और डेटा रेंज का विस्तार किया जा सकता है धन्यवाद